नमस्कार इस व्याख्यान में हम कुछ सरल यांत्रिकी के बारे में बात करने जा रहे हैं अब जैसा कि आप जानते हैं यह पाठ्यक्रम एमईएमएस पर आधारित है एमईएमएस का अर्थ है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और इस सिस्टम या डिवाइस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हिस्से होते हैं अब मुझे पता है कि बहुत से छात्र जो इस पाठ्यक्रम को ले रहे हैं गैर यांत्रिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं लेकिन चाहे आप यांत्रिक या गैर यांत्रिक किसी भी पृष्ठभूमि से हों आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या यांत्रिकी की कुछ बुनियादी बातों को समझने की आवश्यकता है तो यह स्लाइड मैंने पहले भी प्रस्तुत की है कि एमईएमएस सेंसर का सामान्य कार्य सिद्धांत है जिसमें आपके पास कुछ बाहरी बल है और वह बाहरी बल अंततः किसी संरचना को गति प्रदान कर रहा है जो कि एक कैंटिलीवर हो सकता है कैंटिलीवर का अर्थ है एक सरल सपोर्टेड बीम है जो एक सिरे पर बंधा रहता है और दूसरा सिरा एक कैंटिलीवर या झिल्ली की तरह स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है और बाहरी बल के कारण यह गतिमान संरचना इस तरह से विक्षेपित होती है और हम किसी विद्युत या ऑप्टिकल तकनीक द्वारा विक्षेपण को मापते हैं और यदि हम बल विक्षेपण संबंध को जानते हैं तो हम इस पर लगाएं गए बल की गणना कर सकते हैं अब हम एक सरल एमईएमएस सेंसर लेते हैं जिसे हम कैंटिलीवर कह सकते हैं तो यह एक सरल कैंटिलीवर है जो कि इस छोर पर बंधा है और यह सिरा किसी दीवार के नीचे रखा मान लेते हैं अतः यह सिरा न तो हिल सकता है और न ही झुक सकता है जबकि यह दूसरा सिरा मुड़ या हिल सकता है अब यदि हम कुछ बल F लगाते हैं तो क्या होगा कैंटिलीवर जिसको हम नीचे की ओर झुकाते हैं यह झुकेगा और इसकी टिप कुछ मात्रा में विक्षेपित हो जाएगी मान लीजिए कि यह x विक्षेपित होती है अब प्रश्न यह है कि हम इस विक्षेपण को कैसे माप सकते हैं इस विक्षेपण को हम पीज़ोरेसिस्टिव तत्वों जैसे कुछ संवेदी तत्व लगाकर माप सकते हैं तो पीज़ोरेसिस्टिव तत्व ऐसे होते हैं कि यदि हम उन तत्वों पर कुछ मात्रा में प्रतिबल या खिंचाव लगाते हैं तो इसका प्रतिरोध बदल जाता है तो इस पीज़ोरेसिस्टिव तत्व को हम यहां रख सकते हैं जहां तनाव अधिकतम है और फिर हम प्रतिरोध को माप सकते हैं तो जब बल नहीं लगाया जाता है हम प्रतिरोध को माप सकते हैं और इस प्रतिरोध का कुछ मूल्य होगा मान लीजिए यह r0 है और जब हम कुछ बल लगाते हैं तो तनाव के कारण यह r0 बदल जाएगा और उस परिवर्तन को किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा मापा जा सकता है और फिर प्रतिरोध में हुए उस परिवर्तन से हम गणना कर सकते हैं कि विक्षेप कितना है लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह बल और विक्षेपण किस तरह से संबंधित है अब यह बल और विक्षेप कैसे संबंधित हैं इसके लिए हमें यांत्रिकी को समझने की आवश्यकता है जैसे कि एक बीम कैसे विक्षेपित होता है या एक बीम कैसे चलता है विभिन्न प्रतिबंध क्या हैं आदि और उसके लिए हम कागज पर काम करने जा रहे हैं और फिर हम ठीक ठीक देखेंगे कि विभिन्न संरचनाओं के लिए विभिन्न बल और विक्षेपण किस प्रकार संबंधित हैं आइए पहले हम इस सरल उदाहरण को लेते हैं जिसे आप शायद अपनी 12 वीं कक्षा में देख चुके हैं जहां एक द्रव्यमान को स्प्रिंग द्वारा पकड़ा हुआ है तो यह एक द्रव्यमान m है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक k है अब यदि हम एक बल F लगाते हैं और उसके कारण मान लेते हैं कि यह द्रव्यमान कुछ परिमाण x से विक्षेपित होता है तो हम यांत्रिकी के नियमों से जानते हैं कि Fkx तो बल एक स्प्रिंग स्थिरांक द्वारा इस विक्षेपण से संबंधित है यदि विक्षेपण बहुत छोटा है अन्यथा यह रैखिक नहीं होगा यह गैररेखीय डोमेन में जाएगा अब यहाँ बल विक्षेपण का एक रैखिक फलन है और इस संबंध को हम वहाँ से लिख सकते हैं अब हम एमईएमएस डिवाइस में क्या कर रहे हैं कि हम किसी ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा x या विक्षेपण को मापते हैं और फिर इसकी ज्यामिति से स्प्रिंग स्थिरांकk को ज्ञात कर लेते हैं तत्पश्चात Fkx से F की गणना करते हैं तो हमारा एक प्रमुख उद्देश्य बल और विक्षेपण में संबंध ज्ञात करना है और यदि हम बल और विक्षेपण के बीच एक रैखिक संबंध प्राप्त कर लेते हैं तो हम सीधे स्प्रिंग मास सिस्टम को एक मॉडल की तरह सीधे उपयोग कर सकते हैं तो यह हमारे विश्लेषण को और भी आसान बना देगा तो अब हम एक साइड से बंधे हुए बीम या कैंटिलीवर के सरल उदाहरण को लेंगे तो मान लें कि यह एक साधारण सपोर्टेड बीम है एक साइड इस दीवार से बंधी हुई है और बीम की लंबाई L है तो इसकी लंबाई L चौड़ाई W और बीम की मोटाई या ऊंचाई H है अब हम कुछ मात्रा में बल F लगाते हैं और उसके कारण मान लेते हैं कि बीम इस दिशा में अपनी लंबाई के साथ कुछ मात्रा ΔL से आगे खिसक गया है तो आइए पहले निर्देशांक को ठीक करें यह X है यह Y है और यह Z है तो यह बल F X दिशा में लगाया गया है और इस वजह से टिप ΔL विक्षेपित हो गई है या ΔL विस्तारित होती है अब परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि प्रतिबल बलक्षेत्रफल तो यहाँ बल F और क्षेत्रफल कितना है क्षेत्रफल का अर्थ है बीम का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल है और यह W×H है तो FWH वह प्रतिबल है आइए इसे σ कहते हैं अब विकृति क्या है विकृति विक्षेपणमूल लंबाई तो विकृति εΔ LL विक्षेपण कितना है तो अब हमारे पास प्रतिबल और विकृति है और प्रत्यास्थता की कमी से हम जानते हैं की कि प्रतिबल विकृति के साथ रैखिक रूप से बदलती है जैसे विक्षेपण कितना है और इसलिए σε एक स्थिरांक है जिसे यंग का मापांक Young's modulus कहा जाता है और हम इसे E कहते हैं यह E एक नियत है और पदार्थ का गुण और σ और ε हमें पहले से ही ज्ञात है कि σFWH और εΔ L L और E σ ε इसलिए यदि हम इसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हमें FΔ L×WHEL से Δ L मिलता है अब यह F बल है और यह Δ L विक्षेपण है जिसे हमने पहले स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए x कहा था तो यह भाग WHEL कठोरता स्थिरांक है या इस विशेष दिशा बल के लिए इस विशेष कैंटिलीवर का स्प्रिंग स्थिरांक है अब यह WHEL ज्यामिति और पदार्थ पर निर्भर हैं इसलिए एक बार जब हमें पदार्थ का पता चल जाता है तो हम मापे गए विक्षेपण से लगाए गये बल की गणना आसानी से कर सकते हैं तो अब इस स्थिति जो कि एक तरफ से फिक्स अक्षीय तनाव वाली एमईएमएस है के लिए हम बल विक्षेपण संबंध को जानते हैं अब हम देखेंगे कि अगर हम ऊपर से बल लगाते हैं तो बल विक्षेपण में क्या संबंध है वह यह स्थिति है तो यहां कैंटिलीवर कुछ मात्रा में झुक जाएगा और यही इसका विक्षेपण है और हमें इसे समझने की जरूरत है हमें यह समझने की जरूरत है कि यह विक्षेपण कैसे होता है हम इसे W कहते हैं यह विक्षेपण बल से कैसे संबंधित है और इसके लिए हम फिर से उसी तरह का विश्लेषण करेंगे केवल आपको याद दिलाने के लिए पूरी बात यह है कि हम अंततः इस प्रणाली को एक साधारण स्प्रिंग मास सिस्टम के अनुरूप मॉडल करना चाहते हैं और यहां आप जानते हैं कि यदि हम एक बल F लगाते हैं और हमारे पास K स्प्रिंग स्थिरांक होता है तो F kx और हमारा उद्देश्य यहां k का मान खोजना है अब पिछली स्थिति में यह सिर्फ एक आयाम में एक समान विक्षेपण की तरह था और यह एक रैखिक विक्षेपण था लेकिन इस स्थिति में यह झुक रहा है ऊर्ध्वाधर बल के कारण बीम नीचे की ओर झुकेगा तो बीम में एक वक्रता बनाई गई है अब इस विश्लेषण में जाने से पहले हमें बेंड एमईएमएस के गुण समझने की जरूरत है कि क्या हैं तो उसके लिए हम केवल झुकने को लेंगे तो आइए मान लें कि यह इस तरह की एक साधारण कैंटिलीवर बीम थी और फिर इसके द्वारा बनाए गए घूर्णन के कारण इस तरह की वक्रता बनी है अब यदि आप इस बीम के लिए देखते हैं तो इसका शीर्ष भाग लम्बा हो जाएगा लेकिन निचला भाग संकुचित हो जाएगा तो इसके बीच में किसी क्षेत्र में या बीच में कोई रेखा होगी जो समान लंबाई पर होगी और जिसे हम तटस्थ अक्ष कह सकते हैं तटस्थ अक्ष के ऊपर सभी फाइबर यदि आप इनको फाइबर की तरह मानते हैं तो सभी फाइबर लंबे हो गए हैं और तटस्थ अक्ष के नीचे यह जटिल है तो फाइबर पर कुछ दूरी पर प्रतिबल कितना आइए हम तटस्थ अक्ष से इस दूरी को Z कहें तो इस रेखा पर जो तटस्थ अक्ष से Z की दूरी पर है यह तटस्थ अक्ष से Z दूरी पर नीचे है इस फाइबर या इस परत पर प्रतिबल या विकृति कितना है तो उसके लिए आप जानते हैं कि विकृति εx है क्योंकि यह x अक्ष है आप देख सकते हैं कि यह x दिशा है तो यह बढ़ाव x अक्ष में है तो दूरी Z पर ε x विक्षेपणमूल लंबाई है अब विक्षेपण क्या है विक्षेपण वर्तमान लंबाई मूल लंबाई है तो वर्तमान लंबाई कितनी है वर्तमान लंबाई के लिए अगर मैं इस अवयव के लिए d थीटा लेता हूं तो हम इस कोण को d थीटा मान लेते हैं तो लंबाई कितनी है वर्तमान लंबाई कितनी है वर्तमान लंबाई वक्रता की त्रिज्या या इस बिंदु पर त्रिज्या ρz है क्योंकि यह तटस्थ अक्ष है तो हम केंद्र से तटस्थ अक्ष तक इस त्रिज्या को ρ मान सकते हैं यह ρ है और यह परत तटस्थ अक्ष के नीचे केवल Z दूरी पर है तो इस परत पर त्रिज्या ρ - Z गुणा d थीटा इसकी मूल लंबाई है तो इसकी मूल लंबाई क्या थी सभी परतों की मूल लंबाई तटस्थ अक्ष के बराबर प्रतीत होती थी तो तटस्थ अक्ष की लंबाई कितनी है तो वह ρ d थीटा है तो वर्तमान लंबाई ρ - Z d थीटा और मूल लंबाई ρ d थीटा हैऔर ε x वर्तमान लंबाई मूल लंबाई मूल लंबाई तो अब आप देखेंगे यह इस प्रकार यह Z d थीटा ρ d थीटा आएगा तो यह Z ρ होगा यह ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि यह परत तटस्थ अक्ष के नीचे है तो यह संपीड़न compression में है तो Z दूरी पर εx का मापांक Z ρ है अब यह Strain है तो stress प्रतिबल stress कितना है Z दूरी पर प्रतिबल σ x का मापांक यंग के मापांक E गुणा εx है और वह EZ ρ है तो यह एक महत्वपूर्ण संबंध है इसकी हमें बाद में भी आवश्यकता होगी और Z पर σ x EZ ρ है इसकी भी आपको बाद में आवश्यकता हो सकती है अब हमारे पास प्रतिबल और विकृति का संबंध है और हम यांत्रिकी से अकेले बीम के लिए लागू आघूर्ण और वक्रता त्रिज्या के एक संबंध का उपयोग करेंगे हम इसे यहां प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि यह इस पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं है और इस सूत्र के अनुसार वक्रता की त्रिज्या यदि वक्रता की त्रिज्या 1 ρ है तो यह 1 ρ MoEI है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र इसे पहले से ही जानता है और अगर किसी को भी इसको जानना है आप यांत्रिकी के नियमों या बीम सिद्धांत की किताबों से इसे जान सकते हैं तो एक केवल झुकने में जहां लागू आघूर्ण M और वक्रता त्रिज्या 1ρ है और यंग मापांक आघूर्ण E है और जड्त्व आघूर्ण I है हम इस संबंध को वक्रता त्रिज्या और लागू आघूर्ण के लिए लिख सकते हैं यहाँ I जड़त्व का आघूर्ण है और ρ E और M0 क्रमश वक्रता यंग मापांक और लागू आघूर्ण moment अब हम ज्यामिति से एक और महत्वपूर्ण धारणा या एक सूत्र उपयोग करने जा रहे हैं वह यह है कि यदि हमारे पास इस तरह की एक तरफ से बधी Fixed बीम है और फिर विक्षेपण के कारण इसने इस तरह की वक्रता बनाई है फिर यदि यह विक्षेपण कोण बहुत छोटा थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि यह 1 ρ है जहां यह ρ इस ज्यामिति की वक्रता त्रिज्या है इस ज्यामिति का यह ρ समतूल्य है मान लें कि यह बल है और यह W जो x दूरी पर विक्षेपण W है तो इस बिंदु पर इतना विक्षेपण है और टिप पर विक्षेपण और भी अधिक है तो इस नियम द्वारा यह विक्षेपण W किसी बिंदु x पर वक्रता की त्रिज्या से संबंधित है जिसे आप ज्यामिति से ज्ञात कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ यह याद रखने की आवश्यकता है कि यदि यह थीटा बहुत छोटा है तभी हम इस अभिव्यक्ति को लिख सकते हैं अन्यथा यह समीकरण प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अन्य गैर रैखिक पद भी इसमे जुड जाएंगे तो अब हम जानते हैं कि एक केवल झुकने वाली अवस्था और कम विक्षेपण में हमारे पास यह दो अभिव्यक्ति हो सकती है कि 1 ρ M0EI और 1 ρ d2wdx2 है जहां w किसी बिंदु x पर विक्षेपण है तो इन दो समीकरणों से हम d2wdx2Mx लिख सकते हैं क्योंकि यह आघूर्ण निश्चित बिंदु से अलग दूरी पर अलग है आघूर्ण भी अलग होगा तो यह MEI भी एक का फलन है तो अब हमारे पास वक्रता की त्रिज्या और आघूर्ण के बीच संबंध है लेकिन हमारे मामले में प्रत्येक बिंदु पर आघूर्ण क्या है अगर हम इस कैंटिलीवर बीम को देखते हैं तो अलग अलग बिंदु पर आघूर्ण अलग होता है और हम कहें कि अगर मैं इस स्थिति को लेता हूं जो कि है निश्चित आधार से x की दूरी पर है तो यह उस बिंदु से L x की दूरी पर है जहां बल लगाया जाता है तो इस बिंदु पर इन बलों के कारण आघूर्ण F गुणा L x है आप पहले से ही जानते हैं कि वह आघूर्ण बल और किसी भी बिंदु पर दूरी का गुणनफल है किसी भी बिंदु पर आघूर्ण बल गुणा उस विशेष बल से दूरी है आघूर्ण बल गुणा बल की रेखा से दूरी है तो यहां आघूर्ण F होगा अब हम लिख सकते हैं कि आघूर्ण M x F है तो हम d2wdx2 F प्राप्त करते हैं आइए हम इस समीकरण को समीकरण 1 और उसको समीकरण 2 कहते हैं अब हमारे पास डिफरेंशियल समीकरण है जिन्हें हमें इसे हल करने की आवश्यकता है लेकिन हल करने से पहले हमें बाउंड्री कंडीशनस की भी आवश्यकता है और बाउंड्री कंडीशनस क्या हैं तो बाउंड्री कंडीशनस हैं पहली बाउंड्री कंडीशन w है मेरी आवश्यकता यह छोटा w है जो विक्षेपण है और बड़ा W मैंने इसे पहले बीम की चौड़ाई के लिए लिखा है यह w या x 0 पर विक्षेपण का अर्थ उस बिंदु से है जिस पर बीम दीवार से जुड़ी होती है उस बिंदु पर विक्षेपण 0 है निश्चित रूप से विक्षेपण 0 होगा और एक और बात यह है कि यह एक बहुत छोटा विक्षेपण है इस बिंदु पर ढलान भी 0 होगा अर्थात x 0 पर dwdx भी 0 होगा तो यह हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन है यह dwdx भी x 0 पर 0 है तो यह बाउंड्री कंडीशन 1 है और यह है और यह बाउंड्री कंडीशन 2 है अब यदि हम डिफरेंशियल समीकरण को हल करते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ यह d2wdw2 वर्ग है और दूसरी तरफ हमारे पास x है तो यह x वर्गआएगा और फिर x घन आएगा Solving the differential equation With boundary conditions तो इस समीकरण को हल करने पर हम पाते हैं कि अब सभी गुणांकों ABCD की गणना हम सीमा स्थितियों से कर सकते हैं अब बाउंड्री कंडीशन 1 और बाउंड्री कंडीशन 2 के साथ हम लिख सकते हैं कि x0 पर w0A और dw dx 0 B 2Cx 3Dx2 जिनसे स्पष्ट है की x0 पर A और B दोनों 0 होंगे बाउंड्री कंडीशन 1 और 2 से A 0 और B 0 है अब अब समीकरण 2 से पहले यह लिखते हैं कि wx क्या है A और B 0 हैं इसलिए wx C x वर्ग जमा D x घन और dw dx 2 C x जमा 3 D x वर्ग और d2wdw2 से 2 C जमा 6 D x है अब हम समीकरण 2 से बता सकते हैं हम समीकरण 2 से यह भी जानते हैं कि square 2 हम d2wdw2 F गुणा L x होता है तो और यह समीकरण सभी अक्षों के लिए मान्य है तो हम समीकरण 2 को d2wdw2 2 सी प्लस 6 डी एक्स लिख सकते हैं और यह यह मेरा EI होगा क्योंकि d2wdw2 2 MEI जहां M F गुणा L x होगा From equation तो वहाँ E I होगा तो F गुणा L x EI तो और यह व्यंजक सभी अक्षों के लिए मान्य है तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि 2 C FL E I और 6 D to F E I या C F L 2 E I D F 6 E I है Tip deflection तो wx या विक्षेपण FL 2 EI गुणा x वर्ग बाहर लेकर 1 x 3 L का गुणा है यह बीम के किसी भी बिंदु पर x के लिए हमारा विक्षेपण और बल के बीच संबंध है अब हम यह पता कर सकते हैं कि बल और विक्षेपण के बीच क्या संबंध है टिप पर विक्षेपण कितना है तो x L पर टिप विक्षेपण w हमें FL क्यूब 3 E I मिलेगा इसलिए यदि हम इसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो x L पर विक्षेपण w F L क्यूब EI लिख सकते हैं तो यह स्प्रिंग स्थिरांकहै या स्थानांतरित स्प्रिंग स्थिरांकहै क्योंकि बल स्थानांतरण दिशा में लगाया जाता है पहले बल अक्षीय दिशा में लगाया गया था और यह विक्षेपण है तो अब हम इस बीम को ऐसा बीम मानकर जिसकी टिप से स्प्रिंग जुड़ा हो मॉडल बना सकते हैं अब हम इस बीम को स्प्रिंग मास सिस्टम की मदद से मॉडल कर सकते हैं जहां यह स्प्रिंग स्थिरांकKT है और तदनुसार हम आगे का विश्लेषण कर सकते हैं तो बस एक बात ध्यान दें कि पहले अक्षीय तनाव मामले के लिए हमें यह स्प्रिंग स्थिरांकK मिला है जो अक्षीय मामले के लिए अक्षीय बीम था लेकिन बल बीम की लंबाई की दिशा में या अक्षीय दिशा में था जबकि इस मामले में बल स्थानान्तरण दिशा में है तो समान बीम के लिए बल की दिशा बदलने से स्प्रिंग स्थिरांकअलग अलग होते हैं और विश्लेषण भी अलग अलग होते हैं